हमने पिछली कक्षा में पतले अवयवों के लिए अक्षीय भार मरोड़ और उसके पश्चात नमन axial load torsion then bending के प्रभाव में भंडारित स्ट्रेन ऊर्जा के समीकरणों का विकास किया था ठोसों की सामर्थ्य के कोर्स में आपने इन समीकरणों को पहले ही सीख लिया है तथापि हमने इन समीकरणों की प्रकृति को भी देखा अध्याय 'उर्जा मुक्तिकरण दर' की समाप्ति पर हम उन समीकरणों को ऊर्जा मुक्तिकरण दर ज्ञात करने के लिए उपयोग करेंगे हम साधारण प्रश्नों को ले सकते हैं जिनमें दरार की पर्याप्त लंबाई है तो वस्तु का एक हिस्सा संयुक्त पतले सदस्यों के रूप में लिया जा सकता है दरार पतले अवयवों के घटकों को भलीभांति चिन्हित करती है और हम उर्जा भंडारण समीकरण का उपयोग करेंगे क्योंकि बाह्य भार की स्थिति में फ्रैक्चर मैकानिक्स के दृष्टिकोण से हम उर्जा मुक्तिकरण दर का आकलन करेंगे हमने यह भी देखा है तथा प्रश्न पूछा है कि जब दरार का संवर्धन होता है तो घटक में क्या परिवर्तन होते हैं एक सामान्य एवं स्पष्ट परिवर्तन जो हम सब आसानी से संज्ञान में ले सकते हैं वह घटक की स्टीफनेस में कमी होना है इसके बाद हम इस पर चले कि घटक में स्ट्रेन ऊर्जा घटती है या बढ़ती है हमने डबल कैंटीलेवर बीम के जांच नमूने का प्रश्न भी लिया था और हम चरम स्थिर लोड एवं स्थिर विस्थापन की दो स्थितियों को देख पाए थे उन्हीं को अब हम दोबारा देखेंगे और दूसरा मुद्दा जिसे अब हम उठाएंगे और जिसे मन में रखेंगे वह यह है कि कि जब आपके पास एक सामान्य समाधान हो जिसमें घटक के बिंदुओं पर बाह्य रूप से चल या अचल बल लगाया जाए तो एक मामले में हमने स्थिर भार को देखा था जहां पर बिंदु चलायमान रहे थे हमने बद्ध पकड़ मामले को भी लिया जिसमें बिंदु चलायमान नही होंगें और यह स्पष्ट है कि यदि बिंदु चलायमान हो तो घटक पर कार्य किया जा रहा है एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको अपने मस्तिष्क में रखना है वह यह है कि दो नई सतहों के उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा का उपभोग होता है फ्रैक्चर मैकानिक्स के लिए ग्रिफिथ उपागम Griffith's approach एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया था कि दो नई सतहों को उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है पदार्थ में प्राकृतिक प्रतिरोध का गुण होता है और दरार के उत्पन्न होने के लिए दो नई सतहों का बनना आवश्यक है यह ऊर्जा का उपभोग करती है तथा यह ऊर्जा किसी स्रोत से आनी चाहिए विश्लेषण के उद्देश्य से हमने दो उच्चतम अवस्थाओं को लिया एक स्थिर भार की है हम एनिमेशन को देखेंगे हमने पिछली कक्षा में विस्तार पूर्वक देखा है अब आप इसे सिर्फ प्रेक्षण करिए जैसे जैसे दरार लंबी है तो स्टीफनेस घटती है आप देखते हैं कि जब भार का मान P1 तक पहुंचता है तो दरार का संवर्धन हुआ और हम स्ट्रेन ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करते हैं और आप पाते हैं कि स्ट्रेन ऊर्जा इस त्रिभुज के अलावा और कुछ नहीं है और यहां पर स्ट्रेन ऊर्जा दरार के संवर्धन के साथ बढ़ती है और आप यह भी नोट कर सकते हैं की हर एक निश्चित दूरी dv तय करता है बाह्य कृत कार्य क्या है यह आयताकार क्षेत्रफल है जो आप यहां पाते हैं दरार की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है और साधारण गणित जो आपको बताया जा रहा है यह है कि कृत कार्य दो नई सतहों के निर्माण के लिए उपलब्ध स्ट्रेन ऊर्जा का दुगना है और इस मामले में बाह्य कृत कार्य के कारण स्ट्रेन ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई और हमने स्थिर विस्थापन के अन्य मामले को भी देखा आप यहां पर पुन पाएंगे कि जब दरार की पर्याप्त लंबाई हो तो घटक की स्टीफनेस घटती है तो आपके पास इसके सादृश 'a' प्लस डेल्टा 'a' रेखा line corresponding 'a plus delta a' है जो दरार लंबाई 'a' की दशा के नीचे है एनिमेशन को देखें निश्चित स्थिर विस्थापन में जैसे जैसे दरार का संवर्धन होता है आप पाते हैं कि बाह्य भार के कारण कृत कार्य शून्य है क्योंकि बिंदु चलायमान नहीं रहे तो और स्ट्रेन ऊर्जा परिवर्तन क्या है यह अंतिम स्ट्रेन ऊर्जा है यह प्रारंभिक स्ट्रेन ऊर्जा है तो आप परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं और इस दशा में स्ट्रेन ऊर्जा घट रही है इसीलिए आपको यह मस्तिष्क में रखना है मैंने यह भी बताया है कि स्थिर भार या विस्थापन को तत्संबंधी गणित के विकास के लिए तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त परिणामों की व्याख्या करने में भी सुविधाजनक है यदि मैं इस अध्याय को ग्राफीय उपागम के तौर पर सीख लेता हूं तो स्ट्रेन उर्जा मुक्तिकरण दर भी गणना कर सकता हूं और हमने पिछली कक्षा में यह वक्तव्य भी दिया था कि एक सामान्य भारण की स्थिति में आपके पास स्थिर भार एवं स्थिर विस्थापन का संयोजन हो सकता है तो यह पहले से ही तैयार सामग्री के अनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक हुआ स्थिर भार की दशा में क्या हुआ और स्थिर विस्थापन की दशा में क्या हुआ और हमारे पास जो चुनौती भरा प्रश्न अब यह है कि माना कि मेरे पास एक दरार युक्त घटक है तो मैं दरार की उपस्थिति में इसकी स्ट्रेन ऊर्जा की गणना कैसे कर सकता हूं और ग्रिफिथ क्या करते ग्रिफिथ ने तो एक केंद्र दरार का प्रश्न लेने के बाद वृत्ताकार क्षेत्र वाली प्लेट का उदाहरण दिया था एक अंडाकार छिद्र वाली प्लेट उन्होंने अनिश्चित आकार की प्लेट में केंद्रीय दरार को एक अक्षीय स्ट्रेन से जोड़ा था अब प्रश्न यह उठता है कि दरार की उपस्थिति में हम स्ट्रेन ऊर्जा की गणना कैसे कर सकते हैं इसके लिए विमीय विश्लेषण करना एक साधारण उपागम हो सकता है दूसरी संभावना रिलैक्सेशन एनालॉजी हो सकती है एवं तीसरी संभावना दरार मुख् विस्थापन पर आधारित वास्तविक गणनाओं को लेकर हो सकती है दरार की उपस्थिति में स्ट्रेन ऊर्जा की गणना करने के लिए यह अधिक परिशुद्ध विधि हो सकती है लेकिन ठीक अभी हमारे पास यह गणना करने के लिए पर्याप्त मात्राएं नहीं है यदि आपको ऐसा करना हो तो इसके लिए हमें दरार टिप के ऊपर स्ट्रेस तथा विस्थापन क्षेत्र की जानकारी की आवश्यकता होगी यदि हम एक बार दरार टिप स्ट्रेस एवं विस्थापन क्षेत्र को लेते हैं तो हम विस्थापन एवं स्ट्रेस क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं और हम उन्हें गणना करने की तरफ वापस जा सकते हैं और हम अपने आप को इससे संतुष्ट कर सकते हैं कि हम दरार की उपस्थिति में स्ट्रेन ऊर्जा की गणना गणितीय दृष्टिकोण से परिशुद्धता के साथ कर सकते हैं वर्तमान विचार विमर्श के लिए हम ने केंद्र दरार को लेंगे और इस महत्वपूर्ण सूचना को अपने पास रखेंगे दो टिप्स वाली दरार हालांकि यह बहुत सूक्ष्म बिंदु है लेकिन यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है स्ट्रेन ऊर्जा को U स्फिक्स 'a' बराबर पाइ सिग्मा वर्ग a बट्टे E U suffix 'a' equal to pi sigma squared a squared divided by E के द्वारा दिखाया जाता है यह केंद्रीय दरार है जब एक बार आप केंद्रीय दरार कहते हो तो यह दो टिप दरार है और आपने अनिश्चित पैनल की इकाई मोटाई के लिए भले ही जो भी परिणाम प्राप्त किया हो तो यह इकाई के द्वारा गुणा होगा और यदि आप इसे विमीय दृष्टिकोण से देखें तो यह आपके ऊर्जा समीकरण को संतुष्ट करता है यहां स्फिक्स 'a' दरार की उपस्थिति में स्ट्रेन ऊर्जा को व्यक्त करता है अब हम यह करेंगे कि हम स्वयं को संतुष्ट करने के लिए रिलैक्सेशन एनालॉजी की तरफ जाएंगे कि इसे कैसे देखा जा सकता है परंतु अंतत आप स्वयं को भलीभांति संतुष्ट कर पाते हैं जब आप वास्तविक घटनाएं करते हैं इसे कुछ समय के लिए निरस्त करते हैं हालांकि हमें इसे देखेंगे अब आप मुझे रिलैक्सेशन एनालॉजी पर देखने दे और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं मैं 'B' मोटाई की एक प्लेट ले रहा हूं क्योंकि मैं फ्रैक्चर मैकानिक्स के साहित्य में सही या गलत का परिचय करना चाहता हूं जो उन्होंने बड़े 'B' को मोटाई व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया था आपकी समझ के उद्देश्य से आप इसे रबड़ की प्लेट ले सकते हैं आप जानते हैं आप एक साइकिल की ट्यूब भी ले सकते हैं और इसे काट कर सीट के आकार में बना सकते हैं आपको करना यह है कि आप इस ट्यूब को लेकर खींचे और फिर इसे मजबूती के साथ क्लैंप कर दें तब मैं केंद्र पर एक दरार का परिचय कराता हूं यह याद रखें कि जो भी हमने विचार विमर्श किया है वह भंजक पदार्थ के लिए है परंतु दृश्य के उद्देश्य से हम रबड़ की सीट लेकर अपनी सुविधा के अनुसार देखेंगे कि क्या हो रहा है माना कि मैं जब आपसे एक दरार का परिचय कराता हूं तो आप क्या समझते हो किसी स्थिति तक दरार स्थिर रहेगी एक निश्चित लंबाई के पश्चात दरार फैलना शुरू हो जाएगी और पत्ती स्वयं से अलग हो जाएगी ऐसा आप भौतिक रूप से देख सकते हैं दरार के निर्माण के लिए आपके पास सतह होनी चाहिए जिस पर इनका निर्माण हो और इन सतहों के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है यह ऊर्जा निकाय की स्ट्रेन ऊर्जा से आती है और जिस स्थिति का हम विश्लेषण कर रहे हैं वह क्या है हम बद्ध पकड़ पर देख रहे हैं तो इसमें कोई बाह्य कृत कार्य नहीं है हम सिर्फ यह देखेंगे कि दो सतहों के निर्माण के लिए दरार को किस तरीके से रखा जाए विस्तृत हुई प्लेटों की स्ट्रेन ऊर्जा से कुछ ऊर्जा आती है और हमें इसी ऊर्जा की मात्रा की गणना करनी है हम एक साधारण गणना करेंगे और अपने जीवन को साधारण बनाएंगे हम दरार के पड़ोस में एक त्रिभुजाकार क्षेत्रफल पर विचार करेंगे जो दो नई सतहों के निर्माण के लिए ऊर्जा मुक्त कर रहा है यह किसी भी आकृति का हो सकता है दरार की उपस्थिति में स्ट्रेन ऊर्जा की गणना करने के लिए यह पद्धति का साधारण प्रदर्शन है हम गणना करेंगे हमने पिछले उदाहरण में स्ट्रेन ऊर्जा के प्रकार पर पहले ही विचार विमर्श कर लिया है जिसमें सिग्मा का वर्गमूल बट्टे दो गुना यंग मॉडल्स sigma squared by 2 into Youngs modulus था इसे आयतन के द्वारा गुणा किया गया और यहां पर त्रिभुजों का आयतन है मेरे पास दो त्रिभुज है इसीलिए मेरे पास यह दो हैं हमने हाफ BH ऊंचाई को लैंम्ब्डा का a गुना माना है जबकि लैंम्ब्डा यहां पर समानुपातिक नियतांक है यहां पर यह तरंग दैर्ध्य को व्यक्त नहीं कर रहा है क्योंकि हम लैंम्ब्डा को तरंग दैर्ध्य के रूप में देखने के अभ्यस्त हो चुके हैं इसे यहां पर केवल समानुपातिक नियतांक के तौर पर उपयोग किया गया है और जब आप ही से गुणा करते हो तो आप एक समीकरण पाएंगे 2 लैम्बडा a वर्ग B सिग्मा वर्ग बट्टे E देखिए हम केवल रिलैक्सेशन एनालॉगी ही कर रहे हैं जिसका विचार यह है कि जब किसी दरार का निर्माण होता है तो निकाय के द्वारा मुक्त हुई स्ट्रेन ऊर्जा को महसूस करना है इसी का प्रदर्शन करने के लिए हमने रिलैक्सेशन एनालॉजी का उपयोग किया है जब हम दरार की सतह मुखों के विस्थापन एवं साथ ही साथ तत्संबंधी स्ट्रेस क्षेत्रों को संपूर्ण रूप से गणितीय गणना करते हैं तो अपने आप को संतुष्ट कर पाते हैं यह करने के लिए हमें थोड़े और समय की आवश्यकता है ठीक अभी हम एक एनालॉजी पर देख रहे हैं और कुछ नए पहलू निकालना चाहते हैं हमने एक पतली प्लेट ली है हम वास्तव में समतल स्ट्रेस स्थिति के लिए साधारण स्ट्रेस स्थिति पर विचार कर रहे हैं जिसमें लैंम्ब्डा को पाई बट्टे 2 लिया गया है जब हम स्ट्रेस क्षेत्रों और विस्थापन पर आधारित वास्तव में गणनायें करेंगें तो यह भी स्पष्ट होगा तो जब मैं यह करता हूं तो मैं U स्फिक्स 'a' बराबर पाइ a वर्ग सिग्मा B बट्टे E प्राप्त करता हूं पिछले समीकरण में हमने इकाई मोटाई की प्लेट को देखा था अब हमारे पास B मोटाई की प्लेट है तो आप क्या देख रहे हो दरार की उपस्थिति में स्ट्रेन ऊर्जा को वर्ग से संबंधित कर रहे हैं तो जब दरार की लंबाई परिवर्तित होती है ऊर्जा एक द्वितीय क्रम के पैराबोला रूप में परिवर्तित होती है और जब हम नई सतहों के निर्माण की तरफ देखेंगें तो हमें किस रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है यदि हम इन दो प्रकृति ऊपर देखें तो हम समझ सकते हैं कि यहां पर दरार वृद्धि अवस्था तथा कैटास्ट्रोफिक दरार संवर्धन है हम इनको प्लॉट करने का प्रयत्न कर सकते हैं मेरे पास यहां पर यही है बद्ध पकड़ पर सतह तथा स्ट्रेन ऊर्जा में क्या परिवर्तन है आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि हम वास्तव में बद्ध पकड़ पर विचार कर रहे हैं बद्ध पकड़ का अर्थ स्थिर विस्थापन है यहां पर किसी एक सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल सतत ऊर्जा गामा s है तो किसी B मोटाई के मॉडल के लिए आवश्यक सतह ऊर्जा की मात्रा 2 गुणा 2a गुणा B गुणा गामा s है और हम इसे U स्फिक्स s द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यदि आप इस अंतिम समीकरण पर देखें तो यह 4a गुणा B गामा s है यह दरार लंबाई का रेखीय गुणक है और यदि दरार पुनः परिवर्तित होती है तो यह रेखिए रूप से परिवर्तित होगा और हम इस परिवर्तन को एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं जिसमें X अक्ष पर दरार की लंबाई तथा Y अक्ष पर ऊर्जा ले सकते हैं यह निसंदेह सीधी रेखा होगी और हम इसे प्लॉट कर सकते हैं तो मेरे पास यह दरार लंबाई के फलन की तरह है और हम इसे सीधी रेखा के रूप में ज्ञात कर सकते हैं यही स्ट्रेन उर्जा को व्यक्त करता है दरार की उपस्थिति में हमने पहले ही स्ट्रेन ऊर्जा के परिणाम प्राप्त कर लिए हैं जो कि द्वितीय क्रम का वक्र है आपने इसे U स्फिक्स 'a' बराबर पाइ a वर्ग सिग्मा B बट्टे E के रूप में प्राप्त किया है इसे इस प्रकार से प्लॉट किया जाता है कृपया यह नोट करें कि यह सांकेतिक मात्र है तथा यह वास्तविक आंकड़ों की सहायता से नहीं बनाया गया है यह सांकेतिक चित्र केवल पृष्ठ ऊर्जा की प्रकृति स्ट्रेन ऊर्जा की प्रकृति के प्रदर्शन के लिए है माना कि मैं कुल क्या है यह जान लेता हूं जो इस ढंग से परिवर्तित हो सकता है जो इस प्रकार से बदल सकता है एक विशेष बिंदु पर ढलान शून्य हो जाती है यह बिंदु फ्रैक्चर तथा दरार संवर्धन के क्षेत्र को स्पष्टत विभाजित करता है आप इस ग्राफ की सहायता से विशिष्ट दरार लंबाई पाते हैं इसे क्रांतिक दरार लंबाई द्वारा व्यक्त करते हैं तो आपके पास एक ऐसा क्षेत्र है जहां से और वृद्धिकारी दरार बढ़त दरार फ्रैक्चर मेकानिक्स के द्वारा और एक ऐसा क्षेत्र जो फ्रैक्चर मेकानिक्स के द्वारा कैटास्ट्रोफिक दरार बढ़त है इसे चित्र द्वारा दिया गया है आप जानते हैं कि हम इसे मात्रात्मक रुप से प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसे गणितीय दृष्टिकोण से देखेंगे लेकिन हम इस चित्र का एक स्पष्ट आरेख आपसे बनवाना चाहते हैं जो घटित हो रहा है यह उसका बहुत सुंदर प्रदर्शन होगा तो आप एक ऐसी क्रांतिक दरार लंबाई पा सकते हो जिसके बाद दरार बहुत तेजी से बढ़ती है और वास्तव में हम क्या देख रहे हैं वह दरार लंबाई में वृद्धिकारी परिवर्तन घटित होते हुए इसीलिए हम वृद्धिकारी ऊर्जा आवश्यकता को संतुष्ट करना चाहिए गणितीय रूप से आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे दरार की उपस्थिति में स्ट्रेन ऊर्जा में परिवर्तन दरार के संदर्भ में पृष्ठ ऊर्जा में परिवर्तन के समतुल्य होना चाहिए इसीलिए डाउ U a बट्टे डाउ a बराबर डाउ of surface energy divided by डाउ a होगा यही फ्रैक्चर मेकानिक्स में ग्रिफिथ उपागम का मूल है उन्होंने कहा दो नई सतहो के निर्माण के लिए ऊर्जा आवश्यक है और क्योंकि हम बद्ध पकड़ पर देख रहे हैं तो यह ऊर्जा स्ट्रेन ऊर्जा से आती है जब यह संतुष्ट हो जाता है तो दरार बढ़ सकती है और अब आप को और अधिक सावधान रहना है देखिए आप इसे डाउ a के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं जो वास्तव में दरार की लंबाई को व्यक्त करता है हमें जो भी संख्याएं प्राप्त हुई हैं समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ है हमें जो भी अवकलन के द्वारा प्राप्त हुआ है भले ही वह a के सापेक्ष हो या 2a के सापेक्ष हो आप दाएं और बाएं तरफ जो भी कर रहे हो उसका परिणाम एक जैसा हो यदि आप इसे a के सापेक्ष अवकलन करते हो तो आप पाइ सिग्मा वर्ग 2a बट्टे E बराबर 4 सिग्मा s पाएंगे और यदि आप इसे 2a के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आपको पाइ सिग्मा वर्ग 2a बट्टे E बराबर 2 सिग्मा s मिलेगा वास्तव में यदि आप इसका सरलीकरण करें तो आप इस पड़ाव पर पहुंचेंगे लेकिन इसे a के सापेक्ष अवकलन ना करें क्योंकि हमने पहले ही इस बात पर जोर दिया है कि इसे केंद्र दरार की समस्या ना समझा जाए जिस क्षण आप इसे केंद्र दरार के रूप में संज्ञान में लेते हो तो आप पाते हैं कि इसमें दो दरार मुख हैं यदि आपको इन समीकरणों को ठीक ढंग से अभिव्यक्त करना है तो आपको इन्हें 2a के सापेक्ष अवकलन करना है तो यहां पर यह सचेत किया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए इसको इस प्रकार से करें यहां तक कि यदि ऊर्जा मुक्तिकरण दर की परिभाषा में हम प्रति दरार मुख में उर्जा पर आएंगे वह बहुत महत्वपूर्ण है तो हमें अंतिम समीकरण पाइ सिग्मा वर्ग 2a बट्टे E बराबर 2 सिग्मा s के रूप में मिल गया है इसको पाइ सिग्मा वर्ग a बराबर 2E सिग्मा s बट्टे पाइ इस प्रकार से लिख सकते हैं यह अत्यंत महत्वपूर्ण समीकरण है फ्रैक्चर मैकानिक्स के विकास में यह ग्रिफिथ का प्रतीकात्मक चरण था क्योंकि वह दरार की उपस्थिति में फ्रैक्चर सामर्थ्य की गणना करने के योग्य हो पाए थे आप यह देख सकते हैं कि यह समीकरण सिग्मा बराबर 2E का मूल गामा s बट्टे पाइ a इस प्रकार से पृथक है मैंने इसे बाई तरफ निकाल दिया है तो यह ऐसा लगता है कि जैसे यह सिग्मा वर्ग a है और आप जानते हैं कि यदि आपने इस प्रकार का समीकरण विकसित कर लिया है तो इसे प्रायोगिक रूप से भी न्याय संगत होना चाहिए अन्यथा आप जानते हैं कि आप गणितीय विकास से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और ग्रिफिथ ने इसे स्थापित करने के लिए किस प्रकार के प्रयोग को संपादित किया था ग्रिफिथ ने कांच की नलियों तथा गोलाकार बर्तनों पर आंतरिक दबाव p के प्रभाव में प्रयोगों की एक श्रंखला की थी और आपको यह भी मस्तिष्क में रखना है कि ग्रिफिथ ने अपने सभी प्रयोग भंजक ठोस पदार्थों पर ही संपादित किए थे मुक्ति करण दर की अवधारणा मूलत आदर्श भंजक पदार्थों के लिए ही विकसित की गई थी बाद में इरविन तथा ओरोवान ने इनको उच्च सामर्थ्य के तन्य ठोसों के लिए भी विस्तृत किया था जब तक हम अपने विचार विमर्श को भंजक पदार्थों तक ही सीमित रखते हैं भंजक पदार्थ का लाभ क्या है हमने पहले भी देख लिया है की भंजक पदार्थों में दरार भर सकती है इस प्रकार के परीक्षण किए गए हैं हमने इस प्रकार के उदाहरण भी देखे हैं तो जब आप ऊर्जा के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं तो इसका लाभ यह है कि आप एक परंपरागत निकाय के ऊपर देख रहे हैं तो उर्जा विधि आसानी से व्यवहारिक है जब आप कांच की नलियों तथा गोलाकार बर्तनों का जिक्र करते हैं तो वह पहले से ही दरार वाले हैं और उसके बाद बचे हुए स्ट्रेस यदि कोई हो तो उन्हें अनिलिंग किया हुआ होता है तो उन्होंने प्रयोग करने में पर्याप्त सावधानियां बरती उन्होंने स्ट्रेसों को बढ़ाया और उन्होंने सिग्मा रूट a 'Sigma root a' के मान का आकलन किया जो 0 25 से 0 28 मेगापास्कल रूट मीटर की परास में पाए गए थे जो मान उन्होंने प्राप्त किए हैं एक नजर उन पर डालिए और उन्होंने दाएं तरफ के समीकरण को प्राप्त किया वह सिग्मा रूट a प्राप्त कर पाए थे दाएं तरफ का समीकरण प्राप्त करने के लिए आपको पृष्ठ ऊर्जा के मान की आवश्यकता है कांच में पृष्ठ ऊर्जा की मात्रा को आकलन किया जाना चाहिए आपको ग्रिफिथ को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार के कठिन प्रयोगों को करने का कष्ट उठाया उन्होंने कांच की पृष्ठ ऊर्जा को तापमान के रेखीय फलन के रूप में माना था बहुत अच्छा अंदाजा था आप जानते हैं कि इसी प्रकार से इंजीनियर सदैव अंदाजा लगाते हैं हम सीधी रेखाओं के बहुत नजदीक हैं और हम सदैव जहां तक हो सके वस्तुओं को रेखीय ही लेना चाहते हैं और यदि यह हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है तो हम इस पर छोड़ देते हैं हम जहां तक संभव हो सके अरेखियता को छोड़ना पसंद करते हैं और उन्होंने क्या किया उन्होंने ग्लास फाइबर पर 1110 डिग्री सेंटीग्रेड और 745 डिग्री सेंटीग्रेड से कक्ष तापमान तक पृष्ठ स्ट्रेन के मान को एक्स्ट्रापोलेट किया इस अभ्यास से वह कांच की पृष्ठ ऊर्जा का मान 054 न्यूटन प्रति मीटर आकलन करने में सफल हुए तथा कांच के लिए E का मान लगभग 62 GPa होता है और जब आप इस समीकरण का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो 2 का मूल गामा ग्लास गुणा E बट्टे पाइ आपको 015 MPa मूल मीटर देगा क्या यह वैसा ही है जैसा उसने अपने प्रयोग में पाया था यह वैसा नहीं है आजकल जब छात्र प्रयोग करते हैं और अपने प्रयोगों को सिद्धांत के साथ में तुलना करते हैं तो प्रयोग के रद्द होने के कारण वे केवल दशमलव के 2 अंकों तक के अंतर को ही रिपोर्ट करते हैं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आप कोई प्रयोग करें तो जो भी परिमाण आए उसे ईमानदारी से रिपोर्ट करना चाहिए प्रयोगवादी को बहुत ही ईमानदार होना चाहिए क्योंकि प्रयोग द्वारा प्राप्त मान कहीं अधिक सूचनाएं रख सकते हैं जैसा कि हमने मूल रूप से सोचा भी नहीं था फटीग प्रयोग के मामले में हमने बहुत सा बिखराव क्षेत्र देखा था यह भली भांति किया गया एक प्रयोग था इसीलिए ऐसा कभी न सोचे कि जब आप सिद्धांत और प्रयोग की तुलना करें तो बहुत ही नजदीक होंगे जब तक की आप कोई बेंचमार्क प्रश्न ना लें सिद्धांत को बहुत भली भांति समझना चाहिए और प्रयोग को भी बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए आपके पास इस प्रकार का कोरिलेशन नहीं होना चाहिए हालांकि जब भी आप इस मामले में तीव्रता क्रम की बात करते हैं तो एक कोरिलेशन निश्चित रूप से अस्तित्व में है यह आप में आत्मविश्वास उत्पन्न करेगा कि आपने समीकरणों को विकसित किया है समीकरण ' सिग्मा मूल a' बराबर 2 गामा s E बट्टे पाइ एक अर्थपूर्ण चरण है लेकिन हमें यह भी देखना है कि ग्रिफिथ ने इस समस्या को किस संदर्भ में लिया है उनके मस्तिष्क में यह नहीं था कि इसमें फ्रैक्चर मेकानिक्स है जिसका विकास करना है उनका परिपेक्ष्य अलग था आप जानते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत एक दृष्टिकोण से यह जानना चाहते हैं कि पदार्थों की सामर्थ्य का आकलन किस प्रकार से करना है तो आप के पास एक परमाणु मॉडल है आप कहें कि यह क्रिस्टलीय ठोस है इसका एक आरेख बनाएं और आपके पास में यह साम्यवस्था की अवस्था है जिसको लेटिस स्पेसिंग b द्वारा व्यक्त किया गया है और आप यह जानना चाहते हैं कि स्ट्रेस के किस मान पर इसमें पृथक्करण होता है तो विचार यह है कि क्रिस्टलीय ठोस की लेटिस गुणों के आधार पर सामर्थ्य का आकलन करें और इसके लिए आपको बल पृथक्करण नियम की तरफ जाने की आवश्यकता है और यह किस प्रकार किया गया है अंतर आणविक बल पृथक्करण नियम को निम्नलिखित तीन गुणों के प्रदर्शन के पर कार्य के आधार पर अनुमानित किया गया है आप जानते हैं कि मैं इसे बिना बहुत अधिक गणित सम्मिलित करे हुए अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने जा रहा हूं वास्तव मेंजो लोग कोहेसिव जोन मॉडलिंग पर कार्य करते हैं वह अलग प्रकार के नियमों पर कार्य करते हैं और उसके बाद भी वे इसे इसमें फिनाइट एलिमेंट मॉडलिंग और विश्लेषण के द्वारा सम्मिलित करते हैं कि किस प्रकार से दरार के नजदीक प्लास्टिक क्षेत्र विकसित होता है वह इस प्रकार की गतिविधि पर कार्य करते हैं लेकिन हम केवल इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में ही बात करेंगे हमारी रुचि यह देखने में है कि लोग लेटिस गुण गणना के आधार पर किस प्रकार के परिणाम प्राप्त करते हैं तो यदि मैं बल पृथक्करण नियम को अपनाना चाहता हूं तो मुझे इस प्रकार के नियमों के ऊपर विचार करना पड़ेगा पदार्थ के प्रत्यास्थ नियतांक के सदृश्य प्रारंभिक ढलान भले ही आप किसी भी पदार्थ के लिए अध्ययन कर रहे हो और दूसरा पहलू यह है कि संपूर्ण कार्य का पृथक्करण यह पृष्ठ ऊर्जा गामा s के सदृश वक्र के नीचे का क्षेत्रफल है इसलिए आपको इस पर देखना है कि जो लोग सैद्धांतिक गणनाएं कर रहे हैं उन्होंने पृष्ठ ऊर्जा को किसी अन्य प्रकार की भूमिका में लिया है तो उस समय इस प्रकार के विचार था अत आपको बल पृथक्करण नियम की आवश्यकता प्रत्यास्थ नियतांक E के सदृश प्राथमिक ढलान को प्राप्त करने के लिए होती है पृष्ठ ऊर्जा गामा s के सदृश वक्र के नीचे का क्षेत्रफल पृथक्करण का संपूर्ण कार्य है और अंततः आपके पास अधिकतम मान का तीव्रता है जो अंतर परमाणु सन्सन्जक बल को व्यक्त करता है तो आप बल पृथक्करण नियम प्राप्त कर सकते हैं यदि यह निम्नलिखित तीन गुणों को प्रदर्शित करता है तो इसके ऊपर आधारित नियम इस ढंग से लगता है सिगमा एक्स का फलन है जो E गुणा गामा s बट्टे पूरे की घात आधी गुणा साइन E गुणा b बट्टे गामा s बट्टे पूरे की घात आधी गुणा x बट्टे b के रूप में व्यक्त किया गया है यहां पर b साम्यावस्था अंतर परमाणु रिक्तता है जो आप स्केच में देख रहे हैं और x साम्यावस्था पृथक्करण दूरी से विस्थापन को प्रदर्शित कर रहा है अतः अब हमारे पास एक अनुमानित संबंध है जो पृथक्करण के लिए आवश्यक बल की गणना में सहायक है और अधिकतम मान क्या है यह इस प्रकार से दिया गया है तो अधिकतम मान कुछ नहीं है बल्कि सैद्धांतिक सामर्थ्य है सैद्धांतिक सामर्थ्य को समीकरण E गुणा गामा s बट्टे पूरे की घात आधी गुणा के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं देखिए हम इसे तभी समझ सकते हैं जब हम वास्तविक मान पर देखेंगे लेटिस दृष्टिकोण से देखने पर आप सैद्धांतिक सामर्थ्य की गणना कर सकते हैं प्रयोगों के द्वारा आप किसी पदार्थ के द्वारा प्रदर्शित की गई वास्तविक सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं यदि हमने पदार्थ का यह गुण भली भांति समझ लिया है तो मेरी सैद्धांतिक गणनाएं भी कमोबेश प्रायोगिक परीक्षणों के साथ मेल खानी चाहिए हमें यह देखना है कि ऐसा है या नहीं है लोगों ने यह भी ज्ञात किया है कि गामा s का मान क्या है कई पदार्थों के लिए इसका अनुमानित मान Eb बट्टे 40 के द्वारा पता लगाया गया है और जब आप इसे इस समीकरण में प्रतिस्थापित करते हो तो आप सैद्धांतिक सामर्थ्य का मान पा लेते हो और सैद्धांतिक सामर्थ्य क्या है यह E बट्टे 6 जैसी होनी चाहिए वास्तव में यह बहुत उच्च है E बट्टे 6 छोटा मान नहीं है हमें मृदु इस्पात पर देखना होगा क्योंकि मृदु इस्पात को हर कोई जानता है हालांकि हम मृदु इस्पात पर फ्रैक्चर मैकानिक्स को लागू नहीं कर रहे हैं जब आप इन्हें प्रायोगिक प्रमाणों के साथ में तुलना कर रहे हो तो सैद्धांतिक सामर्थ्य गणनाएं किसी विवाद से दूर हों मृदु इस्पात एक बहुत अच्छा उदाहरण है मृदु इस्पात के मामले में आपके पास यंग मापांक का मान 200 GPa है तो 2006 का मान लगभग 33 GPa होना चाहिए मृदु इस्पात कहीं भी इसके आसपास नहीं है यदि आप इस पर देखें इसकी यील्ड सामर्थ्य लगभग 220 MPa है और इसकी परम तनाव सामर्थ्य 320 या 400 के आसपास होगी जो पदार्थ के संघटन पर निर्भर करती है यह सभी मेगापास्कल के पदों में है जबकि सैद्धांतिक सामर्थ्य गीगापास्कल के पदों में है इसका अर्थ यह हुआ कि सैद्धांतिक सामर्थ्य गणनाएं इससे बहुत दूर हैं ऐसा क्यों है आप जानते हैं कि यह एक पहेली है लोग इस पहेली को बहुत लंबे समय से हल करना चाहते हैं और हम यह देखना चाहेंगे कि किस प्रकार की समस्या है लोगों ने प्रयोगों के आधार पर इसे आकार प्रभाव कहा है उनके पास इस बात का कोई संकेत नहीं है कि प्रयोगों के प्रेक्षण से प्राप्त मान सैद्धांतिक मान से बहुत अधिक क्यों है परंतु उन्होंने जो प्रयोगों में देखा वह बहुत रूचिकर था इसे बहुत पीछे जाकर लियोनार्दो डा विंची की सहायता से देख सकते हैं उसने स्थिर व्यास की तार की लंबाई और सामर्थ्य के बीच में एक उत्क्रम संबंध प्राप्त किया था देखिए हम यहां पर दो प्रमुख समस्याओं को देखेंगें परंपरागत स्प्रिंग अभिकल्प के मामले में यदि आपने अभिकल्प पुस्तकों में देखा हो तो आप उसी पदार्थ की यील्ड़ सामर्थ्य पाएंगे जब यह थोक पदार्थ के मुकाबले तार के रूप में उपयोग की गई हो तो बहुत अधिक मान होता है यह इसका एक पहलू है इसका दूसरा पहलू भी है जिसे डा विंसी ने नोट किया था उसने लंबाई के बारे में कहा था यदि लंबाई छोटी कर दी जाए तो सामर्थ्य बढ़ती है यह प्रायोगिक प्रेक्षण है देखिए हमें इसकी व्याख्या की आवश्यकता है याद रखिए कि प्रयोग सत्य है यदि प्रयोग सावधानीपूर्वक किया गया है और परिणामों को ईमानदारी से रिपोर्ट किया गया है तो प्रयोग सत्य है आपको इस प्रकार के व्यवहार के कारणों को ढूंढना है और बाद में आप यह पाएंगे कि एक दूसरा व्यक्ति लि ब्लांक ने सन् 1839 में यह स्थापित किया था कि एक ही व्यास के लंबे तारों को छोटे तारों की अपेक्षा कमजोर पाया गया है तो लोग यह ढूंढ रहे हैं कि आकार के साथ में कुछ किया जा सकता है और उन्होंने यह सामान्यीकृत किया कि यह आकार प्रभाव है तो उन्होंने यह रिपोर्ट किया कि जैसे ही जांच नमूने का विमाएं बढ़ती है उसकी सामर्थ्य भी बढ़ती है यह बहुत बड़ा निष्कर्ष है आप जानते हैं हम इस प्रकार के निष्कर्ष आजकल नहीं कर सकते हैं उन दिनों में जब वह जानने के लिए संघर्ष कर रहे थे की वास्तविक व्यवहार में सैद्धांतिक सामर्थ्य क्यों प्राप्त नहीं की जा सकती लेकिन उन्होंने यह परीक्षण किया कि जांच नमूने का आकार घटा देने से उसकी सामर्थ्य बढ़ती है उन्होंने इसे नोट किया इसके लिए उन्हें एक व्याख्या की आवश्यकता पड़ी यह वही पहलू था जिससे ग्रिफिथ संबंधित थे और उन्होंने महसूस किया था कि वास्तव में आकार प्रभाव दरार आकार लंबाई प्रभाव है उन्होंने कांच के रेशों पर अपने परिणामों को संपादित किया सावधानीपूर्वक रेशों का व्यास कम किया और रेशों की मोटाई एवं फ्रैक्चर सामर्थ्य के मध्य ग्राफ प्लॉट किया और यह शुद्ध रूप से प्रयोग पर आधारित था बढ़ते हुए क्रम में क्षय हो रहा था और यह स्पर्शोन्मुख रूप से पूरे कांच की सामर्थ्य 175 MPa तक पहुंच रहा था जब कांच के रेशे की मोटाई कम की जाती है तो यह 11000 MPa तक पहुँची जो कांच की सैद्धांतिक सामर्थ्य है और क्या अंतर है इन दोनों के बीच अंतर यह है कि आपके पास अलग विमाओं की दरारें हैं और आप कांच को पतले से पतला करते हैं तो दरार गायब हो जाती है और कांच बहुत मजबूत बन जाता है वास्तव में यह बहुत उपयोगी है देखिए यदि आप कम्पोजिट के विकास पर देखें तो यह निश्चित रूप से इस उपयोगी गुण पर टिका है कांच स्वयं में भंजक है लेकिन कांच के रेशे रेजिन के साथ मिलकर फाइबरग्लास कम्पोजिट की तरह कार्य करते हैं बहुत अच्छा आपके पास फाइबरग्लास के बने बोर्ड हैं आपके पास फाइबर ग्लास का बना मृदंगम है तो आपके पास कांच का बेहतर उपयोग हो सकता है यदि यह रेजिन के साथ बंधा हो तो ग्रिफिथ ने जो देखा वह यह था की दरार की उपस्थिति में ग्लास फाइबर के संकुचित सामर्थ्य होती है इसी कारण वह इसकी तार्किक व्याख्या देने के योग्य थे क्यों जब जांच नमूने का आकार संकुचित होता है तो सामर्थ्य भी घटती है मैं चाहता कि आप इसका स्वच्छ आरेख बनाएं यह ग्रिफिथ का बहुत ही प्रदर्शनकारी और महत्वपूर्ण प्रेक्षण है और आप देखेंगे कि उन दिनों में यदि किसी को कोई संशय होता था तो सिद्धांतों के विकास के समय वह उपयुक्त प्रयोग के द्वारा इसका सत्यापन सदैव करते थे भले ही यह जितना जटिल हो उन्होंने जटिल प्रयोग करने में कष्ट उठाए क्योंकि वह उस समय के ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे और हमने पहले ही बहुत अधिक गणित को सम्मिलित किए बिना ही समीकरण विकसित कर लिए हैं ग्रिफिथ के द्वारा दी गई फ्रैक्चर सामर्थ्य निम्नलिखित प्रकार से है यह 2 बट्टे गुणा E गुणा गामा s बट्टे पूरे की घात आधी गुणा है और यह साधारण स्ट्रेस स्थिति के लिए है और इस समीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है देखिए इस समीकरण को अनेक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है एक यह है कि उसने फ्रैक्चर को दरार लंबाई के कारण संबंधित किया इसको देखने का दूसरा तरीका यह है कि इंग्लिस समाधान की स्थिति में यहां तक की बहुत कम बाह्य भार की स्थिति में बहुत छोटे छोटे दरार स्ट्रेस इतने अधिक हो सकते हैं कि जांच नमूना टुकड़ों में टूट सकता है परंतु व्यवहार में वास्तव में ऐसा नहीं होता है तो यही विरोधाभास है इंग्लिस का समाधान तो उपयोगी था परंतु इस समाधान की उपयोगिता पर प्रश्न उठाए गए क्योंकि लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे कि वास्तविक ढांचे दरार के बावजूद भी ठोस कैसे बने रह सकते हैं इस विरोधाभास को ग्रिफिथ के द्वारा सुलझाया गया कि प्लेट की सामर्थ्य दरार के आकार के परतंत्र है इंग्लिश के समाधान का यह त्वरित प्रेक्षण था जबकि ग्रिफिथ का कहना था कि दरार की लंबाई भी मायने रखती है मैं इस समीकरण का उपयोग करके किसी स्ट्रेस मान के लिए फ्रैक्चर सामर्थ्य तथा क्रांतिक दरार सामर्थ्य ज्ञात कर सकता हूं तो यह समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है आप जानते हैं हमने इसे बहुत ही साधारण विश्लेषण करके देखा है और आप दो सतहों के निर्माण के लिए स्ट्रेन ऊर्जा से ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं और हम फ्रैक्चर सामर्थ्य के लिए समीकरण पाने के योग्य भी हो गए थे तो फिर ग्रिफिथ ने यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रत्यक्ष आकार प्रभाव वास्तव में दरार आकार प्रभाव था और यदि आप सैद्धांतिक सामर्थ्य के समीकरण पर देखें और साथ ही साथ फ्रैक्चर सामर्थ्य पर देखें तो मैं सिग्मा f बट्टे सिग्मा th का अनुपात 'b' बट्टे 'a' पूरे की घात आधी गुणा के लगभग बराबर ज्ञात कर सकता हूं तो आप बल्क ग्लास के लिए दरार के आकार को ज्ञात कर सकते हो दरार का आकार 0025 मिलीमीटर क्रम का है क्योंकि बल्क गिलास में यह दरार लंबाई है इसकी फ्रैक्चर सामर्थ्य सैद्धांतिक सामर्थ्य से बहुत ही कम है देखिए यदि आपको ग्राफ देखने के लिए कहा जाए तो हम यह नोट करेंगे कि सैद्धांतिक सामर्थ्य लगभग 11000 मेगा पास्कल है जबकि बल्क ग्लास की सामर्थ्य लगभग 175 मेगा पास्कल है ग्रिफिथ के द्वारा विकसित किए गए समीकरण के कारण हम यह कहने के योग्य हैं कि बल्क ग्लास की स्थिति में दरार की लंबाई लगभग 0025 मिलीमीटर है अब आप ग्लास फाइबर का इससे भी पतला फाइबर लीजिए क्या होता है कि यह उस दरार के आकार से भी बहुत कम है आप पाएंगे कि अब इसका मान सैद्धांतिक सामर्थ्य की तरह बढ़ता है अब कहानी पूर्ण हुई लोग संघर्ष कर रहे थे कि क्यों जब जांच नमूने का आकार घटता है तो सामर्थ्य भी बढती है ऊर्जा संतुलन उपागम के विकास करते समय ग्रिफिथ इसी समस्या से जूझ रहे थे उन्होंने फ्रैक्चर सामर्थ्य प्राप्त की और वह दरार की लंबाई को भी संबंधित कर पाए कि यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और लोगों ने इस प्रकार के उपागम के ऊपर कार्य किया और अनेक अन्य स्थितियों में उन्होंने फ्रैक्चर सामर्थ्य को ज्ञात किया हमने देखा है कि समीकरण 2 बट्टे गुणा E गुणा गामा s बट्टे पूरे की घात आधी गुणा साधारण स्ट्रेस की स्थिति में है माना कि अब मैं इसे साधारण स्ट्रेन की स्थिति में लेता हूं तो समीकरण कैसा दिखेगा इसमें एक बहुत छोटा सा परिवर्तन होगा आप इसमें जो पाएंगे वह यह है कि यंग मापाँक बट्टे 1 माइनस वर्ग न्यू वास्तव में आप फ्रैक्चर मैकानिक्स में इस प्रकार के छोटे मोटे बदलाव देखते रहते हैं आप जब समतल स्ट्रेस के लिए समीकरण विकसित कर लेते हो तो आप इसे समतल स्ट्रेन के लिए परिवर्तित कर सकते हो सिर्फ यंग मॉडल्स को परिवर्तित करके यंग मापाँक बट्टे यंग मापाँक बट्टे 1 माइनस वर्ग न्यू हम ऐसा कर सकते हैं और आप इसे समतल स्ट्रेन के लिए प्राप्त कर सकते हैं और लोगों ने अन्य समस्याओं पर भी देखा आप जानते हैं जब आपके पास में त्रिविमीय ठोस होते हैं तो आपके पास में पेन्नी आकार की दरार होती है जिस क्षण आपके पास पेन्नी आकार की दरार होती है तो लोगों ने देखा है कि इसमें केवल संख्यात्मक गुणक ही परिवर्तित होता है जबकि इसका प्रकार वही रहता है आपके पास में यंग मॉडल्स है आपके पास पृष्ठ ऊर्जा है पृष्ठ ऊर्जा बट्टे दरार केवल संख्यात्मक गुणक परिवर्तित हो रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रेक्षण है जिसे इरविन ने दरार संबंधी समस्याओं को सामान्यीकृत करने के लिए उपयोग किया था तो ऊर्जा उपागम में ग्रिफिथ ने दो नई सतहों के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को पहचाना था तथा यह ऊर्जा स्ट्रेन ऊर्जा से आ रही थी जिससे उन्होंने फ्रैक्चर सामर्थ्य के लिए समीकरण प्राप्त किया और यह भी व्याख्या दी कि इंग्लिस समाधान का विरोधाभास क्या है और उन्होंने यह भी व्याख्या दी कि पदार्थ की वास्तविक सामर्थ्य सैद्धांतिक सामर्थ्य से कम क्यों होती है और बाद में लोगों ने अनेक व्यवहारिक स्थितियों के लिए इसे उपयोग किया और उन्होंने इस में समानता पाई तो इसने आने वाले वर्षों में फ्रैक्चर मैकानिक्स के विकास में सहायता की और यह ग्रिफिथ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह विश्लेषण आदर्श रूप से भंजक ठोस पदार्थों के लिए था आपको यह कभी भी नहीं भूलना है धन्यवाद